नमस्कार और मैकेनोबायलॉजी से परिचय के हमारे आज के व्याख्यान में आपका स्वागत है मैंने पिछली 3 कक्षाओं में 2 पेपरों पर चर्चा की थी जो ECM स्टिफनेस को कैंसर से जोड़ते हैं इन अध्ययनों ने सामूहिक रूप से यह प्रदर्शित किया कि ECM की कठोरता में वृद्धि कोलेजन 1 के बढ़े हुए तलछट द्वारा संचालित होती है और यह LOX या लिसाइल ऑक्सीडेज जैसे एंजाइमों द्वारा क्रॉस लिंकिंग है तो आपको याद है कि पहले हमने चर्चा की थी कि कैसे कोलेजन जैल के गुण एकाग्रता के रूप में बड़े पैमाने पर होते हैं यह आपको बताता है कि कोलेजन घनत्व में वृद्धि मैट्रिक्स के थोक कठोरता में वृद्धि को ट्रिगर कर सकती है और जब आपके पास क्रॉस लिंकिंग एंजाइम होते हैं तो यह अंतर और अधिक बढ़ सकता है यह स्तन ग्रंथि की कठोरता में लगभग 25 गुना वृद्धि को लगभग 200 पास्कल से लगभग 5000 पास्कल तक बढ़ाता है और आपके पास कठोरता में 25 गुना वृद्धि है यदि आप 3 आयामों के बारे में सोचते हैं तो 2 डी पर मैं मैट्रिक्स को स्टिफ़र और स्टिफ़र बना सकता हूं इसलिए 2 डी पर कोशिकाओं को सब्सट्रेट की उच्च कठोरता का एहसास होगा और इसे ड्राइव करना चाहिए ताकि फोकल आसंजन में वृद्धि और Rho ROCK सिग्नल में वृद्धि हो ये कैंसर के 2 प्रमुख नियामक हैं संदर्भ समय 0237 लेकिन एक ही सेल अगर आप सोचते है कि सेल 3D मैट्रिक्स के माध्यम से पलायन कर रहा है जब यह विरल है तो 3D में मैट्रिक्स कारावास और स्थैतिक बाधा प्रदान करता है 2 D में स्टिरिक बाधा अनुपस्थित है लेकिन 3D में कोशिकाओं स्टिरिक बाधा के साथ जारी रखना होगा तो विरल मैट्रिसेस कोशिकाओं वास्तव में छिद्रों से गुजर सकते हैं हालाँकि बहुत सघन nमेट्रिसेस में प्रवास एक दर सीमित कारक बन जाता है और एक अर्थ के रूप में हम बाद मेंचर्चा करेंगे कि परमाणु विरूपण परिसीमन प्रवासन में दर सीमित करने वाला कारक है तो फिर कैसे कठोरता में वृद्धि के साथ कैंसर कोशिकाएं अधिक आक्रामक हो जाती हैं तो यह सवाल है और यह पता चला है कि कठोरता में वृद्धि मैट्रिक्स के सख्त होने की ओर जाता है जो कोशिकाओं के लिए स्टिरिक बाधा की ओर जाता है और उस बढ़ी हुई स्टिरिक बाधा से निपटने का एक तरीका है इसलिए वे जो करते हैं वे प्रोटीनेसस के अपघर्षक एंजाइमों का उपयोग करते हैं जो मैट्रिक्स को नीचा करते हैं जिससे प्रवास के लिए मार्ग बनते हैं सबसे प्रमुख परिवार एंडोपेप्टिडेज़ में आप मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनस को जानते है संक्षेप में उन्हें MMPs कहा जाता है और यह देखा गया है कि कैंसर में कई MMPs अधिक व्यक्त होते हैं इसलिए मानव में 23 अलग अलग MMPs हैं इनमें से कुछ मैट्रिक्स या झिल्ली युक्त हैं एक प्रमुख MMP जो मेम्ब्रेन एंकरड हैं वो MT1 MMP है जिसको MMP 14 के रूप में भी जाना जाता है या आपके पास कई घुलनशील MMP हैं उदाहरण MMP 2 9 वगैरह एक दिलचस्प जानकारी यह है कि कई MMPs हैं जो इंटीग्रिंस के साथ सह स्थानीयकृत हैं जो सुझाव देते हैं कि फोकल आसंजन सिग्नलिंग के साथ एमएमपी गतिविधियों के बीच कुछ क्रॉस टॉक हो सकती है कैंसर के संदर्भ में MMPs अभिव्यक्त होने का अर्थ यह है कि यदि आप एमएमपी को रोकते हैं तो यह आक्रमण को कम कर सकता है और इस विचार के कारण कई नैदानिक परीक्षण हुए कई नैदानिक परीक्षण MMP गतिविधि को लक्षित करने का प्रयास करेंगे दुर्भाग्य से ये सभी नैदानिक परीक्षण विफल रहे और निश्चित रूप से इसके कई कारण हैं जिनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि MMPs न केवल बीमारियों के लिए महत्वपूर्ण हैं बल्कि उनकी कई शारीरिक भूमिकाएं भी हैं जिनकी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है और उनकी गतिविधि स्पैटियो अस्थायी रूप से विनियमित है वे बहुत ही संवेदनशील तरीके से काम करते हैं लेकिन एक और कारण है जो पीटर फ्राइडल Peter Friedl द्वारा प्रदर्शित किया गया था इसलिए उन्होंने कैंसर कोशिकाओं MDA MB 231 स्तन कैंसर की कोशिकाओं और HT 1080 फाइब्रोसारकोमा कोशिकाओं में प्रयोग किया फ्राइडल ने प्रदर्शन किया कि जब आप प्रोटीएस को रोकते है तो दोनों कोशिकाएं अत्यधिक आक्रामक बन जाती है आम तौर पर आपके पास कोशिकाएं होती हैं जो इन मैट्रिस के माध्यम डीग्रेडेड क्षेत्र बनाकर पलायन कर रही हैं हम कहते हैं कि यह डीग्रेडेड क्षेत्र है इसलिए जब आप MMPs को रोकते हैं तो उसने दिखाया कि इन कोशिकाओं को अधिक गोल कोशिकाओं में परिवर्तित कर देता है जहां आपका मैट्रिक्स बरकरार रहता है लेकिन निचोड़ देता है यह मेसेनकाइमल प्रवासन है और वे एमोइबाइडल तरीके से माइग्रेट करते हैं हम हमारे पिछले व्याख्यानों से याद करते हैं जो हमने दिखाया था तो यह प्रोटीएसस डिपेंडेंट मेसेनचाइमल है जिसे प्रोटीएसस डिपेंडेंट माइग्रेशन भी कहा जाता है और एमोएबाइडल को प्रोटीएसस स्वतंत्र माइग्रेशन कहा जाता है और इस संक्रमण को एमोइबाइडल से मेसेनकाइमल या MAT कहा जाता है यहाँ आपके पास MAT हैऔर जब आप MMPs को रोकते हैं तो कोशिकाएं आसंजन डिपेंडेंट प्रोटीएसस डिपेंडेंट से आसंजन इंडिपेंडेंट प्रोटीएसस इंडिपेंडेंट माइग्रेशन से पारगमन करती हैं यह पथ सृजन के बजाय है क्योंकि प्रोटीएसस पथ बनाते हैं जो आपको पिछले जनरेशन तरह के माइग्रेशन से संक्रमण होता है जिस तरह के माइग्रेशन को खोजने के लिए पथ बनाता है मैंने पहले चर्चा की थी कि एमोबाइडल माइग्रेशन में आप 3D में माइग्रेशन के कई तरीके रख सकते हैं अधिक फलाव निर्भर या अनुबंध निर्भर का उपयोग करके तो इन सभी अध्ययनों से जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या सभी प्रकार की कोशिकाएं MAT का प्रदर्शन करने में सक्षम हैं और दूसरा वह कौन सा आणविक तंत्र है जो इस स्विच को सक्षम बनाता है तो इस क्रॉस टॉक को देखने का एक तरीका तो आपके पास MMPs और माइग्रेशन के बीच क्रॉस टॉक है तो यह भी स्पष्ट नहीं था कि ECM कठोरता मेसेनकाइमल प्रवासन को कैसे नियंत्रित करती है और MAT से जुड़े फेनोटाइपिक परिवर्तन क्या हैं तो यह करने के लिए एक सरल प्रयोग कर सकते हैं आप 2 सतहों को लेते हैं तो 2 polyacrylamide जैल एक नरम है और एक कठोर है इन जैल को कोलेजन 1 के साथ लेपित किया जाए और आपको 3 अलग सेल लाइनों MDA MB 231 HT 1080 की कल्पना करें ये दोनों कोशिकाएं अत्यधिक मेटास्टेटिक हैं तो आप एक और सेल लाइन MCF 7 लेने की कल्पना करें यह एक स्तन कैंसर सेल लाइन MCF 7 सेल्स है जो ट्यूमर बनाने में सक्षम है लेकिन वे मेटास्टेसाइज़ नहीं कर सकते हैं या फैल नहीं सकते हैं तो प्रयोग यह है कि आप इन 3 कोशिकाओं को नरम और कठोर पीए जैल जो कोलेजन के साथ लेपित हैं उसपर कॉलचर करें कठोर जेल आप हमें 5 kPa कह सकते हैं जो स्तन मेटास्टैटिक सेंपल ऊतक की नकल करता है और यह एक सामान्य स्तन ऊतक स्तन ग्रंथि है तो अगर आप इस प्रयोग को करते हैं आप जो जांच कर सकते हैं वह सबसे पहले है कि कोशिकाएं एक कठोरता पर निर्भर करती हैं जो कि हम देखते हैं तो MDA MB और HT के लिए जो आप देखते हैं वह नरम और कड़ी सतहों के बीच फैलने में एक बडती वृद्धि है वृद्धि हुई है लेकिन MCF 7 कोशिकाओं में ये लोग इस कठोरता निर्भरता या बहुत कमजोर प्रदर्शन नहीं करते हैं आप कंडीशनड मीडिया परख कर सकते हैं तो आप कंडीशनड मीडिया को एकत्र कर सकते हैं और फिर झैमोग्राफी या जिलेटिन झैमोग्राफी कर सकते हैं तो जिलेटिन झैमोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जिसमें आपके पास एक नियमित PAGE पॉलीक्रैलेमाइड जेल वैद्युतकणसंचलन होता है जिसमें जिलेटिन होता है तो आप प्रोटीन चलाते हैं आप इस कंडीशनड मीडिया को एकत्रित करते हैं जिसमें MMP सहित कई प्रोटीन होते हैं जो स्रावित MMP है जो कोशिकाएं स्रावित जो कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं तो इस प्रयोग से पता चला कि सबसे पहले नरम से कठोर तक जब आप इस झैमोग्राफी को चलाते हैं तो आप जो देखते हैं वह यह है कि यह बता दें कि आपके पास दो स्थिति नरम और कठोर है आपके पास कुछ निश्चित प्रोटीनों के आणविक भार के अनुरूप ये सफेद पैच हैं जो हमें MMP 2 या MMP 9 कहते हैं इसका मतलब यह होगा कि जेल में यही वह स्थान है जहां से यह प्रोटीन माइग्रेट हुआ और जब आपने Zymo को सक्रिय किया zymogram ने जिलेटिन को बदल दिया जो कि इन कोशिकाओं के अंदर था जिससे सफेद क्षेत्र बनता है और यह इन सफेद क्षेत्रों की तीव्रता की तुलना करके आप इस विशेष प्रोटीन की गतिविधि की तुलना कर सकते हैं तो उन्होंने यह MDA MB और HT कोशिकाओं में देखा इसलिए इन कोशिकाओं की ECM कठोरता ने MMP 2 और 9 गतिविधियों को बढ़ाया दूसरे शब्दों में ये कोशिकाएँ स्टिफ़र वातावरण पर अधिक से अधिक प्रोटीएसस को स्राव करती हैं यह ये समझा सकता है कि क्यों एक सघन नेटवर्क में कैंसर कोशिकाएं अधिक आक्रामक हो रही हैं क्योंकि ECM घनत्व में वृद्धि इन कोशिकाओं को अधिक से अधिक प्रोटीएसस का स्राव करने के लिए संघर्ष कर रही है जो मैट्रिक्स को नीचा दिखा रहे हैं जिससे बचने के लिए रास्ते बन रहे हैं यही कारण है कि एक कठोर मैट्रिक्स पर या एक स्टिफर वातावरण में कोशिकाएं अधिक आक्रामक होती हैं क्योंकि वे अधिक प्रोटीएसस का स्राव करती हैं अब दिलचस्प रूप से यह प्रोटीएसस स्राव फिर से मायोसिन 2 पर निर्भर है यदि आप ब्लोबिस्टिन का उपयोग करके मायोसिन गतिविधि को रोकते हैं तो प्रोटीएसस की गतिविधि काफी कम हो जाती है जो सुझाव देती है कि सिकुड़न MMP गतिविधि को नियंत्रित करती है इस प्रक्रिया के होने का संभावित कारण क्या हो सकता है अब आप जानते हैं कि एक स्थिर सतह संकुचन पर फोकल आसंजन गठन की ओर जाता है फोकल परिसरों को स्थिर करने के लिए बलों की आवश्यकता होती है इसलिए यह देखते हुए कि MMP में फोकल आसंजन के साथ एक क्रॉस टॉक है क्या यह संभव है कि MMP और इंटीग्रिन के बीच कुछ बातचीत हो जो इस प्रक्रिया को विनियमित कर रही है इन प्रयोगों को करने के लिए किया आप कोशिकाओं का इलाज करते हैं प्रोटीएसस अवरोधकों के साथ तो GM 6001 एक व्यापक स्पेक्ट्रम MMP अवरोधक है इसलिए जब आप MDA MB के फैलने वाले प्रोफाइल को एक कठोर सतह पर देखते हैं तो नरम से लेकर सख्त तक बढ़ जाता है लेकिन जब आप GM को रोकते हैं तो आप बूंदों को फैलना काम करते हैं आपके फैलने की वृद्धि और जब आप GM को जोड़ते हैं यह फैलाने को रोकता है और जो देखा गया है वह है कि जब आप GM के साथ कोशिकाओं का इलाज करते हैं तो इससे पेरिट्यूड इंटीग्रिन सिग्नलिंग perturbed integrin signaling होता है दूसरे शब्दों में आपके फोकल आसंजन काईनेस 397 अवशेषों का फोकल आसंजन फास्फोरिलीकरण स्तर गिरा दिया जाता है इसलिए जब आपके पास प्लस GM था तो यह इंटीग्रिन सिग्नलिंग के अवरोध का कारण बनता है तो यह कैसे संभव है तो इसे संबोधित करने के लिए आप वास्तव में इंटीग्रिन सिग्नलिंग प्रयोगों को या इंटीग्रिन रीसाइक्लिंग के प्रयोगों को एकीकृत कर सकते हैं तो कल्पना कीजिए कि आपके पास एक सेल है और आप उन कोशिकाओं को बिना परमियाब्लिइज करके आप इंटीग्रिन के लिए जांचते हैं तो कोई परमियाब्लिइझेशन नहीं है और मेरी कल्पना करो कि इस तरह से बाहर चिपके हुए हैं जो इंटीग्रिन हैं और निश्चित रूप से सेल के अंदर इनमें से अन्य हैं यदि आप रोकते हैं और यदि आप GM के साथ कोशिकाओं का इलाज करते हैं तो ये इंटीग्रिन रीसायकल हो जाते हैं दूसरे शब्दों में MMP गतिविधि को बाधित होने पर इंटीग्रिन बढ़ता हुआ साइटोप्लाज्मिक स्थानीयकरण दिखाते है इसलिए यदि आप एक एंटीबॉडी लेते हैं जो एक्सट्रासेलुलर डोमेन में बांधता है तो आप क्या देखेंगे यदि आप एक एंटीबॉडी लेते हैं जो नियंत्रण की शर्तों के तहत एक्सट्रासेलुलर डोमेन में बांधता है तो आपको सेल की परिधि के साथ बहुत साफ लाल धुंधला दिखाई देगा लेकिन जब आप GM के साथ कोशिकाओं का इलाज करते हैं तो आप देखेंगे कि परिधि में कोई स्पष्ट स्थानीयकरण नहीं है इसके बजाय संपूर्ण प्रोटीन कोशिका के अंदर स्थानीय हो जाता है तो यह बताता है कि MMP गतिविधि का अवरोध झिल्ली पर स्थिरता को एकीकृत करता है तो आपके पास स्थिति है जिसमें यदि आप फोकल आसंजनों के बारे में सोचते हैं तो आप जानते हैं कि सिकुड़न फोकल आसंजनों को स्थिर करती है लेकिन यह भी है कि आपके पास स्थिति है जब आप GM के साथ अवरोध करते हैं तो आप अपने वियोजित फोकल आसंजनों को GM से जोड़ते हैं आपके फोकल आसंजनों में में गिरावट होती है जिससे कोशिकाओं का फैलाव कम होता है इसलिए यह सुझाव देते हुए कि आपके पास 2 तरफ़ा क्रॉस टॉक है एक तरफ सिकुड़न में स्थिर फोकल आसंजन बनते हैं और इससे MMP गतिविधि मजबूत होती है लेकिन दूसरी ओर जब आप GM का उपयोग करते हुए आपके MMP गतिविधि को बाधित कर रहा है तो आपके फोकल आसंजन गिर जाते हैं इससे सेल फैलने का नुकसान होता है और इससे ट्रैक्सन का भी नुकसान या कम होता है तो आपके पास ये परिणाम बताते हैं कि सिकुड़न और MMP गतिविधि के बीच एक मजबूत क्रॉस टॉक है जहां सिकुड़न के क्षोभ के कारण फोकल आसंजन का नुकसान होता है जिससे MMP गतिविधि का नुकसान होता है दूसरी ओर यदि आप एक MMP गतिविधि को रोकते हैं तो फोकल आसंजनों का नुकसान होता है जो हमें ट्रैक्शन के नुकसान की ओर ले जाता है और सेल को नरम करने की ओर भी ले जाता है तो यह एक ऐसा तंत्र हो सकता है जिससे MAT सक्षम है एक दिशा में संकुचन फोकल आसंजनों को उत्तेजित कर रहा है इसलिए फोकल आसंजन MMP गतिविधि को मजबूत करने का कारण है तो आपके पास स्थिर मेसेंकाईमल अवस्था है जब आप GM फोकल आसंजनों का उपयोग करते हुए MMP गतिविधि को रोकते हैं तो इंटीगिन सिग्नलिंग चला जाता है जिससे सेल की गतिशीलता का नुकसान फैलाने वाली कोशिकाओं का यह विकृत नुकसान होता है इसलिए कोशिकाएं स्थानांतरित नहीं हो सकती हैं जिससे ट्रैक्शन और सेल नरम होने की हानि होती है अब ये 2 चीजें यदि कोशिका नरम हो जाती हैं तो यह एक फेनोटाइप परिवर्तन हो सकता है जो ड्राइव करता है या जो एमीबॉयडल फेनोटाइप स्टेट को बनाए रखता है क्योंकि एमीबॉयडल प्रवास मामले पर आपके सेल को छिद्रों के माध्यम से निचोड़ना पड़ता है तो शायद यह वह तंत्र है जो कोशिकाओं को एक मेसेंकाईमल से एक एमीबॉयडल अवस्था में बदलने में सक्षम बनाता है इसके साथ ही मैं यहाँ रुक जाता हूँ हम अगले 2 व्याख्यानों में कैंसर के बारे में अपनी चर्चा को जारी रखूंगा मैं एथेरोस्क्लेरोसिस के एक उदाहरण के बारे में बहुत कम चर्चा करता हूँ और एक उदाहरण मांसपेशियों की डिस्ट्रोफी में और हमने इस बात पर चर्चा की कि कैसे फिर से मैकेनोबायलॉजीकल परिवर्तन होते हैं जो एक के रूप में हुए हैं बीमारी का परिणाम या बीमारी के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है तो कभी कभी बीमारी को ड्राइव करता है ध्यान देने के लिए धन्यवाद